कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है आज हम इंटरनेट क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंतिम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं इसलिए हम सर्विस आर्किटेक्चर के दो स्पेसिफिक कालिटीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें इंटीग्रेटेड सर्विस आर्किटेक्चर या इंटसर्वआर्किटेक्चर कहा जाता है और डिफरेंटीएटेड सर्विस आर्किटेक्चर या डिफसर्व आर्किटेक्चर कहा जाता है तो शुरुआत में मैं आपको इस IntServ और डिफसर्व आर्किटेक्चर के बीच के अंतर के बारे में एक संक्षिप्त आइडिया देता हूं इसलिए हमारे पास इंटरनेट पर क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रदान करने के लिए दो प्रकार की सर्विसेस हैं इसलिए पहला सर्विस मोड जिसे हम गारन्टीड सर्विस कहते हैं वह इंटीग्रेटेड सर्विस आर्किटेक्चर कहलाता है तो इंटीग्रेटेड सर्विस आर्किटेक्चर में हम क्या करने की कोशिश करते हैं हम एंड यूज़र को उनके सर्विस लेवल एग्रीमेंट के आधार पर गारंटी सर्विस प्रदान करने का प्रयास करते हैं तो गारंटीकृत सर्विस से क्या मतलब है गारंटी सर्विस का अर्थ है यदि सर्विस लेवल एग्रीमेंट कहता है कि मेरे सभी पैकेट को 10 मिली सेकंड से अधिक विलंब नहीं होना चाहिए तब नेटवर्क यह सुनिश्चित करेगा कि मेरे सभी पैकेट जो मेरे डिवाइस से आ रहे हैं उन्हें 30 मिलिसेकेंड से कम देरी से या 10 मिली सेकंड की देरी लगेगी जो मुझे अपने सर्विस लेवल एग्रीमेंट के अनुसार होगी तो जैसा हम गारंटीड सर्विस कहते हैं अब आप देखते हैं कि इस तरह की गारंटिड सर्विस के लिए या इस तरह की इंटीग्रेटेड सर्विस आर्किटेक्चर का सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि नेटवर्क में प्रत्येक इंडिविजुअल राउटर को सर्विस लेवल एग्रीमेंट के बारे में ध्यान रखना चाहिए इसलिए प्रत्येक इंडिविजुअल राउटर को यह अनुमान लगाने की आवश्यकता है कि क्या यह आपकी सर्विस प्रदान करने में सक्षम होगा या उन्हें राउटर के अंदर संसाधनों का संरक्षण करने की आवश्यकता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि विशिष्ट सर्विस लेवल एग्रीमेंट किया गया है अब ऐसा करने के लिए राउटर को एक दूसरे के साथ कॉर्डिनेट करने की आवश्यकता है जब कभी पैकेट एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उस दौरान क्योंकि पैकेट कई राउटरके माध्यम से फ्लो हो रहे होते है इसलिए इंडिविजुअल राउटर्स एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते है ताकि आपके लिए संसाधनों को रिज़र्व किया जा सके ताकि यह उस सर्विस की गारंटी दे सके जो आपसे वादा किया गया है इसलिए इस आर्चीटेक्टर को हम इंटीग्रेटेड सर्विस आर्किटेक्चर कहते हैं अब इस इंटीग्रेटेड सर्विस आर्किटेक्चर में राउटर्स के बीच कॉर्डिनेशन ही समस्या है अब आप इंटरनेट के उस पैमाने के बारे में सोचते हैं जिसमे लाखों राउटर हैं और जब भी आप कुछ एप्लीकेशनको ट्रांसफर कर रहे हैं तो विभिन्न स्तरों पर विभिन्न सर्विस प्रोवाइडर्स के नियंत्रण में इसे बड़ी संख्या में राउटर से होकर गुजरना होगा आपके पास यह टियर 0 आईएसपी टियर 1 आईएसपी फिर टियर 2 आईएसपी फिर स्थानीय आईएसपी है इसलिए इन सभी विभिन्न सर्विस प्रोवाइडर्स को एक दूसरे के साथ समन्वय करने की आवश्यकता हैपर इस इंटरनेट पैमाने या इंटरनेट स्तर के इम्पलीमेंटेशन में पूरा मेकेनिज़्म के लिए बहुत जटिल है इसलिए हमारे पास सेकंड क्लास का सर्विस क्वालिटी होता है जो आपको सर्विस की गुणवत्ता की गारंटी नहीं देता है या नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स ने सर्विस लेवल एग्रीमेंट के संदर्भ में जो भी वादा किया है उसको सुनिश्चित नही करता 100 प्रतिशत बार जो एक्सीक्यूट हो जाएगा लेकिन यह क्या करने की कोशिश करता है यह सर्विस रिक्वायरमेंट्सको पूरा करने की पूरी कोशिश करता है तो यह ऐसा है यदि आपका नेटवर्क बहुत अधिक कंजस्टेड है तो आप उस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते हैं जब आपके पैकेट को नुकसान होगा लेकिन यदि नेटवर्क में मध्यम लोड है तो यह आपको सर्विस की आवश्यक क्वालिटी प्रदान करेगा फिर से परिदृश्य हवाई अड्डे के उदाहरण से आता है जो सुरक्षा जांच परिदृश्य है कि यदि आपका हवाई अड्डा पीक टाइम में लाखों यात्रियों के साथ भरा हुआ है तो सुरक्षा गार्ड भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो अगर आप कुछ यात्रियों को एक कतार से दूसरी कतार में स्थानांतरित करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोड अधिक हो पर अत्यधिक न हो तो उस समय सुरक्षा अधिकारी एक निश्चित सर्विस गुणवत्ता प्रदान करने की कोशिश करते हैं यदि वे पाते हैं की कुछ लाईने बड़ी होती जा रही हैं जबकि दूसरी लाइन्स में कुछ ही पेसेंजर हैं तो वे बड़ी लाइनों से कुछ पेसेंजर को इधर उधर स्थानातरित करके जितना संभव हो सके एक निश्चित गुणवत्ता प्रदान करने की कोशिश करते हैं अतः इस तरह के आर्किटेक्चर को डिफ्रेंशिअटेद सर्विस आर्किटेक्चर या diffserv आर्किटेक्चर कहते हैं अतः इन्टरनेट इम्प्लेमेंटेशन के लिए डिफर्वस आर्किटेक्चर अधिक उपयुक्त है जहां आप बस सेवा की गुणवत्ता प्रदान करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 100 प्रतिशत समय यह सेवा की वांछित गुणवत्ता को पूरा करेगा इसलिए हम इस IntServ आर्किटेक्चर और विवरण में डिफसर्व आर्किटेक्चर पर ध्यान देंगे तो पहले इंटीग्रेटेड सर्विस आर्किटेक्चर के साथ शुरू करें पहले से शुरू करने के लिए हमें सर्विस आर्किटेक्चर सिद्धांतों को इंटरनेट में देखना चाहिए हम इसे इंटरनेट सर्विस आर्किटेक्चर या आईएसए कहते हैं तो यह इंटरनेट सर्विस आर्किटेक्चर या ISA यह इंटरनेट पर इंटीग्रेटेड सर्विस QoS आर्किटेक्चर प्रदान करता है तो यह एडमिशन कंट्रोल की तरह कुछ है इसलिए QoS के लिए यह एडमिशन कंट्रोल आपको नए फ्लो के लिए रिज़र्व की आवश्यकता है इसके लिए हम रिसोर्स रिज़र्वेशन प्रोटोकॉल या आरएसवीपी नामक कुछ चलाते हैं हम इस आरएसवीपी को थोड़ा और विवरण में देखेंगे फिर आपके पास रूटिंग कंट्रोल है इसलिएहम सर्विस मापदंडों की गुणवत्ता के आधार पर राउटिंग निर्णय लेते हैं तोजैसे पता चलता है कि क्या एक विशेष राउटर लोड किया गया है तो आप पैकेट को उस राउटर पर रूट नहीं करते हैं बल्कि आप इसे कुछ वैकल्पिक राउटर के लिए रूट करते हैं तो आपका राउटिंग एल्गोरिदम भी सेवा मापदंडों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है फिर अलग अलग तरह की क्यू स्ट्रेटेजी हैं जिनकी चर्चा हम पहले ही पिछले व्याख्यान में कर चुके हैं जो विभिन्न फ्लो आवश्यकताओं का ध्यान रखती हैं और अंत में आपने कंजेशन अवॉइडेंस एल्गोरिथ्म जैसे पॉलिसी को डिस्क्राइब करते हैं जिससे सर्विस की आवश्यक गुणवत्ता को पूरा करने के लिए जैसे रैंडम अर्ली डेटेक्शन लगोरिथम जिस पर हमने पहले चर्चा की है तो पूरा आईएसए आर्किटेक्चर है जो एक राउटर के अंदर चलता है इसलिए यदि आप इस आईएसए आर्किटेक्चर को देखते हैं तो आपके पास ये राउटिंग प्रोटोकॉल हैं जो राउटिंग भागों का पता लगा रहे हैं और फिर आपके पास राउटिंग डेटाबेस है और यह राउटिंग पार्ट है जो आपके राउटर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चल रहा है और फिर आपके पास यह क्वालिटी एसोसिएटेड सर्विस प्रोटोकॉल भी है तो इस क्वालिटी ऑफ एसोसिएटेड सर्विस प्रोटोकॉल जिसके एडमिशन प्रोटोकॉल एक पार्ट है जो यह सुनिश्चित करता है कि पैकेट जो नेटवर्क के अंदर जा रहे हैं वे सेवा की आवश्यक गुणवत्ता को पूरा करते हैं उदाहरण के लिए कहें जब भी आप नेटवर्क में एक नए फ्लो को स्वीकार कर रहे हैं तो आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि नया फ्लो इंटरनेट से सर्विस प्राप्त करता है या इसे इंटरनेट से आवश्यक सर्विस मिलती है यदि आप यह सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं हैं कि आवश्यक फ्लो को इंटरनेट से आवश्यक सेवाएं मिलती हैं तो आप बस उस विशेष फ्लो को छोड़ देते हैं तो यह विशेष रूप से संभवत आपने वॉइस कॉल करते समय देखा है और कभी कभी आपने महिला की अच्छी आवाज़ में सुना होगा कि सभी लाइनें व्यस्त हैं कृपया कुछ समय बाद डायल करें तो यह वैसा ही है जैसे नेटवर्क आपको नेटवर्क की अनुमति नहीं दे रहा है क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं हैं जो एडमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का उद्देश्य है अब इस एडमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को रिज़र्वेशन प्रोटोकॉल से इनपुट मिलता है इसलिए रिज़र्वेशन प्रोटोकॉल वास्तव में आरएसवीपी प्रोटोकॉल के माध्यम से इंडिविजुअल राउटर में रिसोर्स को रिज़र्व करता है जिसे हम कुछ स्लाइड्स के बाद देखेंगे तो यह आरएसवीपी प्रोटोकॉल या रिसोर्स रिज़र्वेशन प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि एन्ड तो एन्ड पाथ के इंडिविजुअल राउटर में रिसोर्स रिज़र्व किया जा रहा है अब हम राउटर के फॉरवर्डिंग प्लेन पर आते हैं इसलिए जब भी फॉरवर्डिंग प्लेन में आपको एक नया पैकेट मिल रहा है तो सबसे पहले आपके पास यह क्लासिफाय और रूट सिलेक्शन होगा तो यह क्लासिफाय और रुट सिलेक्शन मैकेनिज्म आपके पैकेट को उपलब्ध ट्रैफ़िक क्लास में से एक में वर्गीकृत करेगा और फिर उसके आधार पर यह राउटिंग डेटाबेस को देखकर रुट का चयन करेगा और फिर आपका पैकेट शेड्यूलर आएगा तो इस पैकेट शेड्यूलर को इस रूट की जानकारी के साथ साथ ट्रैफिक कंट्रोल डेटाबेस से भी इनपुट मिल जाएगा कि आपके पैकेट को किस तरह से ट्रीट किया जाना है और फिर वह इसे एक क्यू में डाल देता है तोक्वालिटी ऑफ सर्विस ट्रैफिक के लिए या तो बेस्ट क़ुयूइंग हो या मल्टीप्ल क़ुयूइंग हो फिर आपका शेड्यूलर चल रहा है जो वास्तव में इस क़ुयूइंग पर चलता है और एक क़ुयूइंग पॉलिसी के आधार पर पैकेट को स्थानांतरित करता है इसलिए यह एक राउटर के अंदर संपूर्ण ISA इम्पलेमेंटेशन है जो वास्तव में राउटिंग और सर्विस की गुणवत्ता को एक साथ इंटेग्रेटेड करता है पैकेट पर इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट करता है जो एन्ड यूज़र एप्लीकेशनसे आ रहे हैं अब पहले रिसोर्स रिज़र्वेशन प्रोटोकॉल पर ध्यान दें तो यह रिसोर्स रिज़र्वेशन प्रोटोकॉल या आरएसवीपी एक नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो डेटा रिसीवर को अपने डेटा फ़लो के लिए एन्ड टू एन्ड क्वालिटी ऑफ सर्विससेवा की अनुरोध करने की अनुमति देता है तो आपको अपने एंड टू एंड फ्लो के लिए कुछ विशेष प्रकार की विशेष गुणवत्ता की आवश्यकता होती है इसके लिए आप इस रिसोर्स रिज़र्वेशन प्रोटोकॉल को लागू करते हैं याद रखें कि RSVP एक नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल है और यह एक राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है यह IP के साथ काम करता है जो सच है लेकिन यह IP के साथ मिलकर काम करता है इसलिए यदि आप पहले की स्लाइड में देखते हैं तो हमारे पास यहां राउटिंग कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो राउटिंग का ध्यान रखता है और फिर आपका रिजर्वेशन प्रोटोकॉल RSVP यहां चल रहा है जो इस रिसोर्स रिजर्वेशन और इंडिविजुअल राउटर्स की देखभाल करता है तो यह एक राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है बल्कि एक QoS प्रोटोकॉल है जो रूटिंग के साथ मिलकर काम करता है वैसे तो यह वर्तमान और भविष्य के यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है इसलिए यह एक इंटीग्रेटेड सर्विस आर्किटेक्चर और आरएसवीपी दोनो के लिए एक कंबाइन आर्किटेक्चर है इसलिए हमने केवल दो अलग अलग मशीनों होस्ट मशीन और राउटर मशीन के उदाहरण दिखाए हैं तो पहले वाला होस्ट मशीन में है जो मॉड्यूल होस्ट मशीन के अंदर चलता है और ये मॉड्यूल हैं जो राउटर मशीन के अंदर चलता है अब होस्ट मशीन के अंदर हमारे पास जो मॉड्यूल हैं उन्हें देखते हैं तो आपके पास जो एप्लिकेशन वहां चल रहे हैं वह एप्लिकेशन क्लासिफाय के साथ बात करता है जो आपके पैकेट को वर्गीकृत करता है कि पैकेट किस सर्विस क्लास क्वालिटी का है और फिर आपके पास एक RSVP डोमेन है जो RSVP डेमन वास्तव में होस्ट मशीन के साथ साथ सभी इंटरमीडिएट राउटर में भी चलता है तो ये RSVP डेमन इसलिए आप देख सकते हैं कि ये RSVP डेमॉन एक दूसरे के साथ बात करते हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि डेमन एक दुसरे से ऐरो के माध्यम से जुड़े होते हैं इसलिए ये आरएसवीपी डेमॉन एक दूसरे के साथ बात करते हैं और रिसोर्स को राउटर के अंदर पर्टिकुलर फ्लो के लिए एंड टू एंड पाथ में रिज़र्व करते हैं तो यह पता लगाता है कि क्या यह रिज़र्व रिसोर्स में सक्षम है या यह किसी स्पेशल फ्लो के लिए रिसोर्स रिज़र्व करने में सक्षम होगा यदि यह रेसौरसेस को रिज़र्व करने में सक्षम है तो यह एडमिशन कंट्रोल मेकनिज़्म के माध्यम से फ्लो को allow करता है अन्यथा यह केवल उस स्पेशल फ्लो को ड्राप कर देता है अब आपके पास वह पैकेट शेड्यूलर है जो क्लासिफाय और RSVP डेमन के सहयोग से काम करता है जो इस बारे में बात करता है कि आपके लिए किस प्रकार के रिसोर्स रिज़र्व किए गए हैं और तदनुसार पैकेज शेड्यूलर एक पैकेट को कई क्यू में शेड्यूल करता है अब फिर से इसी तरह की बात यहां होती है कि आपके पास राउटिंग प्रोटोकॉल डेमन है जो राउटरस के अंदर चल रहा है तो RSVP डेमॉन और पैकेट क्लासिफाय के साथ यह राउटिंग प्रोटोकॉल डेमॉनअगला पड़ाव तय करते हैं जो राउटिंग पार्ट और कररेस्पोंडिंग क्लास क्यू से आता है जो इस RSVP पार्ट और क्लासिफाय पार्ट से और आपके पैकेट शेड्यूलर में आता है शेड्यूलर वास्तव में आपके अगले हॉप और क्लास क्यू के आधार पर आपके पैकेट को निर्धारित करेगा जो निर्धारित किया जा रहा है और फिर पैकेट को अगले राउटर पर भेजा जाएगा और प्रत्येक राउटर में यह पर्टिकुलर चीज चलेगी इसलिए आरएसवीपी डेमन के इस महत्वपूर्ण पहलू को होस्ट और इंटरमीडिएट रौटर्स दोनो स्तर पे याद रखें इसलिए एंड टू एंड पाथ में सभी आरएसवीपी डेमोंस और सभी राउटर को एक दूसरे के साथ समन्वय करने की आवश्यकता है और यही कारण है कि इंटरनेट पर इस इंटेग्रेड सर्विस आर्किटेक्चर इम्पलेमेंटेशन एक कठिन काम है क्योंकि आपको सभी राउटरके बीच एक समन्वय की आवश्यकता है जो बड़े पैमाने पर इंटरनेट के लिए प्राप्त करना मुश्किल है अब हम कुछ आरएसवीपीRSVP टर्मिनोलॉजी देखते हैं इसलिए क्वालिटी ऑफ सर्विस एक विशेष डेटा फ्लो के लिए एक मैकेनिज्म इमपलेमेंटेशन के द्वारा किया जाता है जिसे हम RSVP ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं हमारे पास पैकेट क्लासिफाय होता है जो क्वालिटी सर्विस लेवल और पैकेट शेड्यूलर को निर्धारित करता है जो लेयर डिपेंडेंट मैकेनिज्म को जोड़ता है जिससे ये निर्धारित किया जा सके कि किस विशेष पैकेट को फॉरवर्ड किया गया है अब प्रत्येक आउटगोइंग इंटरफेस के लिए शेड्यूलर सर्विस की ज़रूरी गुणवत्ता प्राप्त करता है इसलिए यदि आप एक राउटर परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आपके पास कई आउटगोइंग इंटरफेस हो सकते हैं जैसे कि eth 0 eth 1 eth 2 eth 3 और अन्य तो ये एक राउटर के लिए अलग अलग आउटगोइंग इंटरफेस हैं अब प्रत्येक व्यक्तिगत आउटगोइंग इंटरफ़ेस के लिए हमें बहुत सारे क्यूज़ को मेंटेन रखने की आवश्यकता होती है क्योंकि आपको याद है कि ये क्यूज़ आउटगोइंग इंटरफ़ेस के लिए विशिष्ट हैं तो इस आउटगोइंग इंटरफ़ेस के साथ साथ संभवतः एक और राउटर जुड़ा हुआ हो यही कारण है कि प्रत्येक इंटरफ़ेस के लिए आपको इस क़ुयूइंग मैकेनिज्म को अप्लाई करने की आवश्यकता पड़ती है तो राउटिंग एल्गोरिदम आपको बताएगा कि किस आउटगोइंग इंटरफ़ेस में पैकेट को आगे भेजना है और फिर उस विशेष आउटगोइंग इंटरफ़ेस में क़ुयूइंग मैकेनिज्म को रन करते हैं ताकि सभी पैकेट की सर्व किया जा सके जिन्हें पर्टिकुलर इंटरफेस पर आगे भेजने की आवश्यकता है अब यह RSVP के लिए रिज़र्वेशन प्रक्रिया है रिज़र्वेशन सेटअप के दौरान पहले हम एक RSVP QoS अनुरोध भेजते हैं जो दो लोकल डिसिजन मॉड्यूलों को भेज दिया जाता है डिसिजन मॉड्यूल एडमिशन कंट्रोल मॉड्यूल और पॉलिसी कंट्रोल मॉड्यूल ही हैं एडमिशन कंट्रोल मॉड्यूल यह निर्धारित करता है कि नोड के पास रेकएस्टेड संसाधन की आपूर्ति के लिए पर्याप्त उपलब्ध संसाधन हैं या नहीं यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन हैं तो आप फ्लो को नेटवर्क में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं अन्यथा बस फ्लो को ड्राप कर देते हैं फिर हमारे पास पॉलिसी कंट्रोल मॉड्यूल होता हैजो निर्धारित करता है कि यूज़र को संसाधन रिज़र्व करने की प्रशासनिक अनुमति है या नहीं अब इंटरनेट के स्केल में यह एक महत्वपूर्ण पहलू है उदाहरण के लिए आपने अगर सोइसिफिक सर्विस लेवल अग्रीमेंट नहीं किया है इस स्थिति में भी अगर आप वॉइस ओवर आईपी पैकेट भेजने की कोशिश कर रहे हैं तो यह वॉइस ओवर आईपी पैकेट बेस्ट एफर्ट पैकेट माना जायेगा न कि उच्च प्राथमिकता वाला पैकेट माना जाएगा तो यही कारण है कि आपको सर्विस से संबंधित पैकेट के किसी भी क्वालिटी को भेजने से पहले नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ संबंधित सर्विस लेवल एग्रीमेंट करने की आवश्यकता होती है इसलिए यह पॉलिसी कंट्रोल वास्तव में सर्विस लेवल एग्रीमेंट से आता है जो इस बारे में बात करता है कि क्या यूज़र को वास्तव में पर्याप्त प्रशासनिक विशेषाधिकार है कि वह अपने पैकेट को उच्च प्राथमिकता वाले पैकेट के रूप में चिह्नित करे या नहीं अब यदि यह दोनों चेक्स सफल होते हैं तो पैकेट क्लासिफ़ायर और लिंक लेयर इंटरफ़ेस में पैरामीटर सेट किए जाते हैंजिससे आवश्यक स्तर की सर्विस क्वालिटी प्राप्त किया जा सके यदि दोनों में से कोई भी चेक फेल हो जाता है जैसे आपका एडमिशन कंट्रोल चेक फेल हो जाता है या पॉलिसी कंट्रोल चेक फेल हो जाता है तो RSVP प्रोग्राम रिक्वेस्ट करने वाले अपलीकेशन प्रोसेस को एक एरर सूचना देता है कि दावा किये गए सर्विस क्वालिटी के इस पैकेट को आपको इंटरनेट पर भेजने की अनुमति नहीं है अब हम आरएसवीपी में रिजर्वेशन मॉडल पर ध्यान दें कि कैसे RSVP रिजर्वेशन करता है इसलिए RSVP अनुरोध में दो भाग होते हैं एक जिसे हम फ़्लोस्पेक कहते हैं और दूसरी चीज़ जिसे हम फ़िल्टरपेक कहते हैं तो इस जोड़ी को प्रवाह विवरण के रूप में जाना जाता है तो यह flowspec आवश्यक क्वालिटी ऑफ सर्विस को निर्दिष्ट करता है तो एंड यूज़र से आप किस प्रकार की सर्विस की उम्मीद कर रहे हैं फ़िल्टर स्पेसिफिकेशन के साथ मिलकर डेटा पैकेट के सेट को परिभाषित करता है जैसे यह फ़िल्टरस्पेक वास्तव में इस बारे में बात करता है कि आप अपने पैकेट पर किस प्रकार का क्युइंग क्यूइंग मैकेनिज्म लागू करना चाहते हैं आप पर निर्भर है कि इंटरनेट सर्विस क्वालिटी प्रदान करने के लिए प्रायोरिटी क्यूइंग के अपनाते हैं या एक कस्टम क़ुयूइंग या एक वेटेड फेयर क़ुयूइंग या जो भी अन्य क़ुयूइंग मैकेनिज्म है तो यह फ़्लोस्पेक पैकेट शेड्यूलर में पैरामीटर सेट करने के लिए किया जाता है जबकि फिल्टरस्पेक के रूप में इसका उपयोग पैकेट क्लासिफाय में पैरामीटर सेट करने के लिए किया जाता है इसलिए फ़िल्टरस्पेक के आधार पर आप वास्तव में पैकेट को फ़िल्टर करते हैं यही कारण है कि नाम फ़िल्टरपेक इसलिए पैकेट को वर्गीकृत करने के लिए इसे पैकेट क्लासिफाय में रखा जाता है और फिर उस पैकेट को अलग अलग प्रकार की कियूस से जोड़ा जाता है जिससे क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रदान किया जा सके और फ़्लोपेक का उपयोग पैकेट शेड्यूलर में पैरामीटर सेट करने के लिए किया जाता है कि कियूस को सेट करने के लिए इंडिविजुअल पैरामीटर क्या होगा सामान्यतः flowspec की लिए रिज़र्वेशन रिक्वेस्ट होता है जिसमे एक सर्विस क्लास और दो न्यूमेरिक पैरामीटर शामिल होते हैं एक को Rspec और दूसरे को Tspec कहा जाता है Rspec डेजायर्ड सर्विस ऑफ क्वालिटी को परिभाषित करता है और Tspec उस डेटा फ्लो को परिभाषित करता है जो किसी फ्लो के विशेष पैकेट पर विचार करने जा रहा है तो यह एक फ्लोस्पेक स्ट्रक्चर है तो आप देख सकते हैं कि यहां टोकन रेटटोकन बकेट् साइजपीक बैंडविड्थलेटेंसी जैसे कई पैरामीटर्स हैं तो इस टोकन रेट टोकन बकेट् साइज Rspec से संबंधित हैं जो शेड्यूलर मापदंडों के बारे में बात करता हैं जबकि पीक बैंडविड्थ लेटेंसी डिले वेरिएशन ये सभी चीजें वे फ्लो विशिष्ट मापदंडों अधिकतम Sdu साइज मिनिमम पॉलिसी साइज के बारे में बात करता है तो ये सभी का संबंध Tspec बिट के फलौस्पेक से हैं तो यह प्रवाह इन सभी संख्यात्मक मूल्यों को निर्दिष्ट करता है जो वास्तव में आपके संबंधित सर्विस लेवल एग्रीमेंट को निर्धारित करता है फलोस्पेक के आधार पे आप निर्धारित करते हैं कि आप किसी विशेष यूज़र को किस सर्विस की गुणवत्ता प्रदान करना चाहते हैं तब आप इन विशेष मापदंडों के आधार पर मध्यवर्ती राउटिंग क्यू को नियंत्रित या कॉन्फ़िगर करते हैं जबकि फ़िल्टरस्पेक के मामले में आप वास्तव में पैकेट क्लासिफाय को चिह्नित कर रहे होते हैं या आप पैकेट क्लासिफाय को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं यह बताने के लिए कि यह पर्टिकुलर यूज़र वीओआईपीट्रैफ़िक वीडियो ऑन डिमांड ट्रैफ़िक और इसके सर्विस लेवल एग्रीमेंट के अनुसार सर्वोत्तम प्रयास ट्रैफ़िक उत्पन्न कर सकता है जिसको ट्रैफिक क्लासिफाय के देखरेख करने की ज़रूरत पड़ती है इसलिए जो समस्याएं आरएसवीपी से जुड़ी हैं वे प्रमुख रूप से दो समस्याएं हैं जो मैंने पहले ही बता रखी हैं कि आरएसवीपी डेमॉन को मध्यवर्ती राउटर पर प्रति प्रवाह स्तिथियों को बनाए रखने की आवश्यकता है क्योंकि यह एक भारी भरकम प्रक्रिया है इसलिए प्रति प्रवाह स्टेट और प्रति प्रवाह प्रोसेसिंग का उपयोग एक बड़े नेटवर्क पर स्केलेबिलिटी चिंताओं को बढ़ाता है और यही कारण है कि हम इंटीग्रेटेड सर्विस आर्किटेक्चर से डिफ्फरेंटीएटेड सर्विस आर्किटेक्चर या डिफसर्व आर्किटेक्चर की ओर बढ़ते हैं तो यह डिफ्फरेंशिएटेड सर्विस आर्किटेक्चर या डिफर्वस आर्किटेक्चर यह एक कोर्स ग्रेन्ड वाला यातायात प्रबंधन के लिए वर्ग आधारित मैकेनिज्म है इसमें एक पैकेट क्लासिफाय है जो विभेदित सर्विस कोट पॉइंट फ़ील्ड के लिए 6 बिट्स इस्तेमाल करता है या DSCP फ़ील्ड का उपयोग करता है तो यह डीएससीपी फील्ड इंगित करता है कि यह किस विशेष ट्रैफिक क्लास से संबंधित है इसलिए इंटीग्रेटेड सर्विस आर्किटेक्चर के मामले में ध्यान रखें पैकेट क्लासिफाय या क्लासिफाय क्लासेस पहले से तय या फ़िक्स नहीं होता हैं यह यूज़र पर निर्भर करता है या यह अलग अलग उपयोगकर्तायूज़र के लिए भिन्न हो सकता हैऔर यही कारण है फ़िल्टर स्पेसिफिकेशन का उपयोग करके हम क्लासिफ़ायर को सूचित करते हैं कि विभिन्न प्रकार के पैकेट वर्ग किसी एक ही यूज़र से संबंधित हो सकते हैं लेकिन डिफ्फरेंशिएटेड सर्विस आर्किटेक्चर के मामले में हमारे पास इस स्तर का लचीलापन नहीं होता है हमारे पास इस तरह की उपयोगकर्ता विशिष्ट गुणवत्ता की सेवाएं नहीं होता हैं बल्कि विस्तृत में हमारे पास सेवाओं की कुछ निश्चित कक्षाएं हैं और सेवाओं के उन निश्चित वर्गों को इस DSCP क्षेत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है इसलिए DSCP फ़ील्ड को आठ बिट्स विभेदित सेवा फ़ील्ड के अंदर IP हेडर के अंदर DS फ़ील्ड शामिल किया जाता है तो आईपी हेडर में ही हम डीएस फील्ड का पता लगा लेंगे जिसके अंदर डीएससीपी फील्ड होता है और यही डीएससीपी फील्ड है जो डिफ्फरेंटीएटेड सर्विस आर्किटेक्चर को सपोर्ट कर सकने वाले फिक्स ट्रैफिक क्लासेज को निर्धारित करता है इंटीग्रेटेड सर्विस आर्किटेक्चर और डिफ्फरेंशिएटेड सर्विस आर्किटेक्चर के बीच एक बड़ा अंतर है और यही कारण है कि इस तरह के फिल्टर्सपेक मॉडल की आवश्यकता डिफ्फसर्व आर्किटेक्चर के केस में आवश्यक नहीं होता है क्योंकि आपके ट्रैफ़िक क्लासेस फ़िक्स हैं और इसीलिए आपके क्लासिफ़ायर में निश्चितफ़िक्स व्यवहार होता है न कि यूज़र स्पेसिफिक व्यवहार होता है एकीकृत सेवा वास्तुकला के मामले में आपके पास यह यूजर स्पेसिफिक व्यवहार था और इसीलिए आपको ट्रैफ़िक क्लासीफायर को कॉन्फ़िगर करने के लिए फ़िल्टर स्पेसिफिकेशन की आवश्यकता थी अब डिफर्वर्स राउटर को जागरूक करता है की कुछ इम्प्लीमेंट करे जिसे प्रति हॉप व्यवहार कहते हैं तो यह प्रति हॉप व्यवहार ट्रैफिक के उस क्लास से जुड़े हुये पैकेट अग्रेसित गुणों को परिभाषित करता है तो डिफर्वर्स अवगत राउटरस के लिए पैकेट को कैसे भेजा जाएगा अब डिफ्फसर्व ट्रैफ़िक वर्गों के मानकीकृत सेट की रिकमेंडेशन करता है जिसका मैंने उल्लेख किया है कि यह ट्रैफ़िक क्लासेज के मानकीकृत और फ़िक्स सेट का उपयोग करता है अब राउटर का एक समूह जो सामान्य प्रशासनिक रूप से परिभाषित डिफ्फसर्व नीतियों को लागू करता है जिन्हें वे डिफ्फसर्व डोमेन कहते हैं अतः हम एक डिफ्फसर्व डोमेन के बजाय डिफ्फरेंशिएटेड सर्विस आर्किटेक्चर को लागू करेंगे अब यह डिफ्फसर्व की आर्किटेक्चर है आपके पास कई डिफ्फसर्व डोमेन होते हैं जैसे डिफ्फसर्व डोमेन 1 डिफ्फसर्व डोमेन 2 और डिफ्फसर्व डोमेन 3 हैं अब जब भी आप किसी पैकेट को किसी स्रोत से गंतव्य तक ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे इन तीन डिफ्फसर्व डोमेन से गुजरना होगा अब जब इसे इन तीन डिफ्फसर्व डोमेन से गुजरना है तो हम क्या करते हैं हम इन मध्यवर्ती राउटर या एज राउटर पर गौर करेंगे तो इस विभेदित सेवा वास्तुकला का विचार कुछ इस तरह है कि जब भी आप एक पैकेट को किसी diffserv डोमेन में प्रवेश कर रहे हैं तो आप क्या करने की कोशिश करते हैं इस बात का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि की एंड टू एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस की क्या आवश्यकता है और कितनी क्वालिटी ऑफ सर्विस पहले से ही प्राप्त कर ली है अब याद रखें कि यह इंडिविजुअल डिफ्फसर्व डोमेन विभिन्न सेवा प्रदाताओं की तरह हो सकता है जो इंटरनेट में होते हैं तो जब भी ऐसा हो कि लोकल ISP जैसे टीयर 1 आईएसपी है और जब भी पैकेट इस टीयर 1 आई एसपी के माध्यम से जा रहा होता हैतब यह डिफर्सरव डोमेन वास्तव में देखता है कि मेरा एंड टू एंड सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या है और पहले से ही प्राप्त इन स्रोतों से एक पैकेट कितना सर्विस पा चुका था इस पॉइंट पर मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजियेमेरे एंड टू एंड सर्विस लेवल एग्रीमेंट में 30 मिलीसेकंड देरी हो सकती है लिखा गया है और जो हम यहां देखते हैं कि जब पैकेट स्रोत से डीएस 1 पर पहुँचता है तो उसे पहले ही 20 मिलिसेकेंड देरी हो चुकी है इसका मतलब है इस डीएस 2 से डीएस 3 और अंतिम गंतव्य तक आपको आवश्यक सेवा स्तर के समझौते को पूरा करने के लिए पैकेट को 10 मिलीसेकंड के भीतर स्थानांतरित करना होगा अब इस आधार पर विभेदित सेवा वास्तुकला वास्तव में यह निर्णय लेता है कि इस विशेष प्रवाह के लिए पैकेट के साथ कैसा वर्ताव किया जाए ऐसा करने के लिए वास्तव में अन्य डिफ्फसर्व डोमेन के बीच में एक समन्वय होता है याद रखें कि अन्य इंटीग्रेटेड सर्विस आर्किटेक्चर के विपरीत जो की हमें सभी राउटरके बीच एक समन्वय स्थापित करनी होती थी यहां हमें उन सभी राउटरके बीच एक समन्वय की आवश्यकता नहीं हैबल्कि डिफ्फसर्व डोमेन के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है और यह बैंडविड्थ ब्रोकर द्वारा किया जाता है तो बैंडविड्थ ब्रोकर एक एजेंट होता है जिसे एक ऑर्गेनाइजेशन की प्राथमिकताओं और नीतियों का कुछ ज्ञान होता है जो आरएफसी 2638 में दिए गए बैंडविड्थ ब्रोकर की परिभाषा के अनुसार उन नीतियों के संबंध में सेवा संसाधनों की गुणवत्ता आवंटित करता है अलग अलग डोमेन में संसाधनों का एंड टू एंड आवंटन प्राप्त करने के लिए डोमेन का प्रबंधन करने वाले बैंडविड्थ ब्रोकर को अपने आस पास के डोमेन्स के साथ संवाद करना पड़ता है तो यहां पहले चित्र में यह बैंडविड्थ ब्रोकर डीएस 2 पर चल रहा है जिसे बैंडविड्थ ब्रोकर डीएस 1 और बैंडविड्थ ब्रोकर डीएस 3 के साथ संवाद करने की आवश्यकता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी विशेष फ्लो को किस स्तर की सेवा दी जा सकती है इसे अपने अगले बगल DS के साथ संवाद करना है जो विशुद्ध द्विपक्षीय एग्रीमेंट के बाहर एंड टू एंड सेवाओं की अनुमति देता है इसलिए याद रखें कि यह एक तरह का शुद्ध द्विपक्षीय समझौता है तो इसलिए हम इसे एक सर्वोत्तम प्रयास सेवा कहते हैं न कि एक गारंटी कृत सेवा फिर से पिछली पिक्चर पर वापस आ रहे हैं यह हो सकता है कि यह विशेष सर्विस डोमेन या लोकल आईएसपी का टीयर 1 आईएसपी के साथ कोई युग्म संबंध नहीं हो इसका सेवा की गुणवत्ता के मामले में डीएस 2 के साथ कोई समझौता नहीं होता हैइस स्तिथि में यह एन्ड टू एन्ड सर्विस क्वालिटी प्रदान करने में सक्षम नहीं होता इसलिए अब हम आईएसपी स्तरों पर फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि इंडिविजुअल आईएसपी या क्वालिटी ऑफ सर्विस सुनिश्चित करते हैं कि पड़ोसियों के युग्म बन सके और उसके अनुसार निर्णय ले सके तो यह बैंडविड्थ ब्रोकर का कार्य है जो इस तरह के युग्म रिश्तों को स्थापित करता है तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट डिफर्वस आर्किटेक्चर में दो प्रकार का एग्रीमेंट होता है एक को सर्विस लेवल एग्रीमेंट कहा जाता है जो मापदंडों और उनके मूल्यों का एक समूह होता है दोनों मिलकर एक डीएस डोमेन द्वारा ट्रैफिक स्ट्रीम में सर्विस ऑर्डर को परिभाषित करते हैं और ट्रैफिक कंडीशनिंग एग्रीमेंट मापदंडों और उनके मूल्यों का एक समूह है जो एक साथ क्लासिफाय नियमों और ट्रैफ़िक प्रोफाइल के एक सेट को निर्दिष्ट करते हैं तो यह ट्रैफिक कंडीशन एग्रीमेंट वास्तव में एक एग्रीमेंट है जिसमें बताया जाता है कि देखिए मेरे पास क्लासेज का फिक्स सेट है और आपका पैकेट इन निश्चित क्लासेज के सेट में से ही एक होगा तो मुझे बताइए कि आप किस फिक्स सेट क्लासेज से खरीदना चाहते हैं इसलिए यदि आप कहते हैं कि मैं क्लास 1 खरीदना चाहता हूं तो आपको अधिक धनराशि का भुगतान करना होगा यदि आप कहते हैं कि मैं क्लास 2 सेवाओं को खरीदना चाहता हूं तो आपको कम पैसा भुगतान करना होगाइसी तरह आगे की क्लासेज के लिए भी है ताकि हम ट्रैफिक कंडीशनिंग एग्रीमेंट और सर्विस कंडीशनिंग एग्रीमेंट या सर्विस लेवल एग्रीमेंट यह है कि अगर मैं क्लास 1 की सर्विस लो खरीद रहा हूँ तो मेरा ट्रैफिक क्लास 1 में होगा लेकिन VoIP सर्विसेज इस्तेमाल करने की वजह से क्लास 1 ट्रैफिक में मेरे ट्रैफिक को थोड़ी ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए तो यह वीओआईपी सेवाओं के बहु वर्ग की तरह है जिसमे एक एक पूर्ण QoS सुनिश्चित कर रहा है जबकि दूसरा कुछ compromised QoS सुनिश्चित कर रहा है डीएस डोमेन में सीमा नोड्स या बॉर्डर नोड्स वर्तमान डीएस डोमेन को अन्य डीएस डोमेन या गैर क्षमता डीएस डोमेन से जोड़ते हैं हम उन्हें बाऊंड्री नोड या एज नोड कहते हैं एक डीएस डोमेन में एक बौन्द्री नोड के वर्गीकरण और कंडीशनिंग प्रक्रिया में यह फोर्वार्डिंग क्लास में पैकेट को मैप करने का जिम्मेदार होता है एक नेटवर्क में समर्थित और यह सुनिश्चित करना कि एक ग्राहक का ट्रैफिक उनके सेवा स्तर समझौते की पुष्टि करता है जो की बौन्ड्री नोड में चल रहे क्लासिफिकेशन एंड कंडीशनिंग प्रक्रिया द्वारा किया जाता है अब ट्रैफ़िक कंडीशनिंग एक तरह से नियंत्रण कार्यों का एक सेट है जिसे क्लासिफाइड पैकेट्स स्ट्रीम पर अप्लाई किया जाता है जिससे ट्रैफ़िक कंडीशनिंग समझौतों को लागू किया जा सके जैसे कि आपके पैकेट को किस तरह से व्यवहार किये जाने की आवश्यकता चाहिए जो ग्राहकों और सेवा प्रदाता के बीच तय होता है इसके चार घटक हैं मीटर मार्कर शेपर और ड्रॉपर मीटर का उपयोग ट्रैफ़िक प्रोफ़ाइल के विरुद्ध क्लासिफाइड ट्रैफ़िक स्ट्रीम को मापने के लिए किया जाता है जिसका अर्थ है कि आपको मूल रूप से एक मीटर का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि आपको पहले से कितनी सेवा की गुणवत्ता प्राप्त हुई है और जब आप अगले डीएस डोमेन पे जा रहे हैं तो आपको किस गुणवता का सेवा स्तर दिया गया और फिर मीटर की स्थिति एक मार्किंग को सक्षम करने के लिए उपयोग की जा सकती है इसका मतलब है पैकेट को सेवा वर्गों में वर्गीकृत करना एक्शन को लेना या ड्राप करना तो यहाँ विचार है आपके पास एक क्लासिफाय है उस क्लासिफ़ायर से यह मार्कर पर पहुँचता है अब मार्कर एक अनुमान लगाता है और बताता है कि आपका पैकेट उस स्रोत से चला है जो एक डीएस डोमेन पर पहुँचता है फिर दूसरा डीएस डोमेन और फिर तीसरा डीएस डोमेनसे होते हुवे अंत में गंतव्य पर पहुँच जाता है अब जब पैकेट बौन्ड्री नोड जिसे B1 कहते हैं के लिए पहुंच रहा होता है तो यह पता लगाने के लिए अपना मीटर मॉड्यूल को चलाता है कि यदि आपके पास एंड टू एंड देरी के लिए 30 मिलीसेकंड तक रिक्वायर्ड है तो पैकेट को पहले ही कितनी देरी हो चुकी हैफिर बताता है की पैकेट को पहले से ही 10 मिलीसेकंड की देरी हो चुकी है अब यह पता लगाने की जरूरत है कि पैकेट पहले ही 10 मिली सेकंड देरी कर चुका है इसलिए मुझे पैकेट को 20 मिलीसेकंड के भीतर स्थानांतरित करना होगा अब हम अन्य पैकेट की तुलना में इस पैकेट स्थिति को देखते हैं जो पहले से ही इंटरफ़ेस कतार में हैं यदि आप यह पता लगा सकते हैं कि अन्य पैकेट को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है जहाँ 30 मिलीसेकंड के औसत विलंब निर्धारित है लेकिन इस पैकेट की बात करें तो 20 मिलीसेकंड के भीतर स्थानांतरित किया जाना है तो हम इस पैकेट की प्राथमिकता को बढ़ा देते हैं लेकिन अगर आप देखते हैं कि अन्य पैकेट को 5 मिलीसेकंड में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है और इस पैकेट को 30 मिलीसेकंड में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है तो आप इसकी प्राथमिकता को कम करते हैं इस प्रकार प्राथमिकता को मार्कर द्वारा डायनामिकली असाइन किया जाता है और इस प्राथमिकता असाइनमेंट का काम मार्कर माड्यूल द्वारा किया जाता है और तदनुसार आप ट्रैफ़िक शेपर या ड्रॉपर को शामिल करते हैं जो आपके ट्रैफ़िक को आकार देगा या आपकी ट्रैफ़िक को ड्राप कर देगा या कुछ प्रकार की शेड्यूलिंग नीति लागू करेगा जिससे की सेवा की गुणवत्ता रेकुइरेमेंट को सुनिश्चित किया जा सके तो यह वर्गीकरण और मार्किंग जो की प्रति हॉप व्यवहार पर निर्भर होता हैं इसलिए हमारे पास प्रति हॉप व्यवहार के चार अलग अलग प्रकार हैं डिफ़ॉल्ट प्रति हॉप शीघ्र अग्रेषण या EF PHB द्वारा सर्वोत्तम प्रयास सेवा प्रदान करता है जिसमें कम हानि कम विलंबता यातायात को प्राथमिकता दिया जाता है अस्श्योर फॉरवार्डिंग पर हॉप व्यवहार निर्धारित कंडीशन में वितरण का आश्वासन देता है जैसे कि आपको उस विशेष एप्लिकेशन के लिए कुछ निश्चित मात्रा में बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है फिर आप अस्श्योर फॉरवार्डिंग के लिए जाते हैं जिसे कस्टम कतार की मदद से इम्प्लेमेंट किया जा सकता है दूसरी ओर शीघ्र अग्रेषण को प्राथमिकता कतार के अंदर इम्प्लेमेंट किया जाता है तो आप इसके लिए प्राथमिकता कतार और कस्टम कतार लागू कर सकते हैं और आपके पास कुछ क्लास आधारित चयन कर्ता प्रति व्यवहार होता हैं जो IP प्रेसिडेंस फील्ड के साथ बैकवर्ड कमपेटीबिल्टी बनाये रखता है तो निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए वेटेड फेयर क्युइंग का उपयोग कर सकते हैं ये एक डीएस डोमेन के काम करने के चरण हैं विशेष सर्विस लेवल एग्रीमेंटके लिए सोर्स या यूज़र ISP से कांटेक्ट करता है स्रोत पहले हॉप राउटर को एक अनुरोध संदेश भेजता है फिर पहला हॉप राउटर बैंडविड्थ ब्रोकर को अनुरोध भेजता है जो कि वापस या तो यह स्वीकृति या अस्वीकृति का सन्देश भेजता है कि बैंडविड्थ एवं एसएलए सुनिश्चित करते हैं की पैकेट डेलिवेरिंग हो रहा है यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो या तो स्रोत या पहला हॉप राउटर DSCP फ़ील्ड को चिह्नित करता है और फिर पैकेट भेजना शुरू कर देगा और एज राउटर जो की हर डीएस डोमेन पर एसएलए के अनुपालन की जांच करते हैं और पोलिसिंग करते हैं अतिरिक्त पैकेट या तो खारिज कर दिए जाते हैं या SLA के अनुपालन के लिए निम्न प्राथमिकता के रूप में चिह्नित किए जाते हैं क्योंकि अतिरिक्त पैकेट को कम प्राथमिकता के रूप में चिह्नित किया जाता है यही कारण है कि आप कहते हैं कि यह कोई अपेक्षित QoS नही है ये सर्वोत्तम प्रयास QoS या एस्पेक्टेड QoS है अब कोर राउटर सिर्फ DSCP को देखेगा और प्रति हॉप व्यवहार के अनुसार निर्णय लेगा अब यहां कुछ लिंक दिए गए हैं जिन्हें आप विभेदित सेवा और एकीकृत सेवा आर्किटेक्चर के विवरण में समझने के लिए आगे देख सकते हैं तो ये दो विषय थोड़े उन्नतएडवांस विषय हैं जो आपकी संदर्भ पुस्तक में नहीं हैं जिनका हमने पहले उल्लेख किया है इसीलिए आपको दो लिंक दिए गये हैं तो आप इन दो लिंक के माध्यम से ब्राउज़ करके विवरण का पता कर सकते हैं तो यह सब इंटरनेट के सेवा की गुणवत्ता के बारे में है और मुझे आशा है कि इस समय तक आपको इस बारे में एक अच्छा आइडिया लग गया होगा कि सेवा की गुणवत्ता का क्या अर्थ है और इंटरनेट पर सेवा की गुणवत्ता कैसे लागू करें और आप इस सिस्को प्रलेखन के माध्यम से जान सकते हैं जिसे मैंने सेवा की इस गुणवत्ता के बारे में अधिक समझने के लिए साझा किया है और इस तरह के सिस्को राउटर में वास्तव में विभिन्न प्रकार की सेवा कैसे लागू की जाती है वास्तव में यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल है और इसके सपोर्ट के लिए कई मॉड्यूल हैं जो एक साथ काम करते हैं इसलिए मैं आपको इस विषय के बारे में समझ प्रदान करने के लिए आपको इस सेवा की संपूर्ण गुणवत्ता के बारे में एक संक्षिप्त एवं सटीक विवरण दिया है तो इस कक्षा में भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद